मीली मॉडल पर आधारित सर्किट हां हमने देखा था यह भी हमारी सीक्वेंशियल लॉजिक आधारित सर्किट पर चर्चा का दूसरा भाग पहले की कक्षाओं में से एक है तो वहां हमने ऐसी एक सर्किट देखी थी ठीक है तो वहां यदि आप देखें कि यदि यह X बाहरी इनपुट है तो यह सीधे आउटपुट उत्पन्न कर रहे कांबिनटोरियल लॉजिक से यहां पर जुड़ा है यह AND गेट और यह Q bar है यह क्या कहता है यह संबंधित स्टेट ट्रांजिशन आरेख है हम इसका विश्लेषण पहले कर चुके हैं इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही हूं आप उस विशेष सप्ताह 7 के सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट भाग की शुरुआत में उस विशेष कक्षा को संदर्भित करें ठीक है तो सप्ताह 7 आप इसे देख सकते हैं तो यहां जब भी यह इनपुट स्टेट 0 पर है क्षमा फ्लिप फ्लॉप स्टेट 0 पर है ठीक है सर्किट स्टेज 0 पर है इसलिए उस समय यदि एक 1 आता है तो तुरंत आउटपुट उत्पन्न हो रहा है आउटपुट उच्च उत्पन्न हो रहा है ठीक है अन्यथा आउटपुट 0 ही रहता है तो यहां 0 और 0 का मतलब यह 1 है अतः यह 1 और जब भी यह 1 होता है यह क्लॉक पर आधारित नहीं होता है इसलिए इसे क्लॉक के साथ तुल्यकालिक नहीं कहा जाता है लेकिन प्रतिक्रिया तुरंत यह प्रतिक्रिया दे सकता है तो अब हम देखते हैं क्योंकि अब हम इसके संश्लेषण डिजाइन पहलू पर ध्यान देते हैं तो उसके लिए हम एक समस्या लेते हैं जिसे हम पहले परिभाषित करते हैं बहुत सरल समस्या कुछ जो आप पहले अलग संदर्भ में देख चुके हैं एक सीक्विंस डिटेक्टर ठीक क्या हमने वह शिफ्ट रजिस्टर और अन्य अनुप्रयोगों के लिए नहीं देखा था उन मामलों में हमने सीक्वेंस डिटेक्टर देखा है तो यहां हम इसे एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं अनुक्रम जिसका पता लगाना है बहुत सरल 1 1 0 है ठीक है तो पहली बिट 1 होनी चाहिए दूसरी बिट 1 होनी चाहिए और तीसरी बिट 0 होनी चाहिए जैसे ही यह होता है तब आउटपुट बताएगा इस सर्किट का आउटपुट बताएगा कि इस अनुक्रम इस बिट पैटर्न का पता चला है ठीक है इसलिए यह 1 पर जाएगा अन्यथा यह 0 रहेगा क्या यह स्पष्ट है तो यह शिफ्ट रजिस्टर आधारित या रजिस्टर आधारित है तब इस तरह के 3 फ्लिप फ्लॉप जरूरी होंगेऔर हम इसे आगे बढ़ाएंगे और फिर हमें एक XNOR की तरह का लॉजिक सर्किट प्राप्त होगा जिसे हमने पहले देखा था ठीक हैतो यहां हम देखते हैं कि हमें 3 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता है या कम की अब उसके लिए आवश्यक पहला चरण स्टेट को परिभाषित करना है ठीक है तो समस्या को अब हम उप समस्याओं में तोड़ रहे हैं ये है यह किया जाना आवश्यक है ठीक है तो इसके लिए सर्किट को एक स्टेट से दूसरे में जाना चाहिए हम सर्किट को एक स्टेट माना a से प्रारंभ करते हैं जिसका अर्थ है कि निर्धारित अनुक्रम में कोई भी बिट सही ढंग से डिकोड नहीं किया गया है जो उचित है है ना ठीक है क्योंकि सर्किट अभी रिसेट हुआ है अभी आपने शुरू किया है आपने इनपुट डाटा स्ट्रीम को सैंपल करना शुरू किया है ठीक है अब यदि आप 1 बिट सही प्राप्त करते हैं तो आप कहते हैं कि सर्किट स्टेट a से स्टेट b को जाती है तो वह b है 2 बिट सही पता चली है तो c 3 बिट सही पता चली है तो d ठीक है अतः a कोई बिट नहीं b 1 बिट c 2 बिट और d 3 बिट सही पता चले हैं क्या यह स्पष्ट है और यह यह आवश्यक है कि 3 बिट्स का सही पता लगाया जाए और जब भी आप स्टेट d पर जाते हैं तो मूर मॉडल यह आउटपुट उत्पन्न करेगा तो यह विचार है ठीक है अब हमें स्टेट ट्रांजिशन आरेख की आवश्यकता है और एक बार हमें स्टेट ट्रांजिशन आरेख प्राप्त हो जाए स्टेट टेबल और सभी और वह यात्रा हम हम वह भाग जानते हैं हम बाद में देखेंगे तो पहले हम देखते हैं कि इसके लिए स्टेट ट्रांजिशन आरेख क्या होगा यह स्टेट ट्रांजिशन आरेख है तो आप स्टेट a से शुरू करते हैं इस 0 का मतलब कोई आउटपुट नहीं आउटपुट 0 है निश्चित ही कोई बिट पता नहीं चली है आउटपुट 0 होना चाहिए तो इस हिस्से को बाद में लेंगे चर्चा करें पहला a है अब जब यह a पर है इनपुट डाटा स्ट्रीम आ रही है यह 0 हो सकता है यह 1 हो सकता है दोनों संभव है ठीक है तो यदि 0 आता है तब यह a पर रहेगा और यदि यह 1 आता है ठीक तो इसे स्टेट b पर जाना है क्योंकि b का मतलब 1 बिट सही पता चली है तो 1 1 0 में से पहली बिट का पता चला है सही पता चला इसलिए यह b पर जाता है जब यह b पर है यदि यह 1 प्राप्त करता है तब दूसरी बिट सही पता चली है इसलिए यह c पर जाता है वह आपका c है यहां यह हो रहा है लेकिन 1 प्राप्त करने के बाद यदि यह 0 प्राप्त करता है तब इसे क्या करना होगा

अब इसकी तुलना में समान समस्या यदि हम मीली मॉडल का प्रयोग करके वास्तविक बनाने का प्रयास करते हैं ठीक है तो स्टेट की परिभाषा समान है लेकिन हम यहां d परिभाषित नहीं कर रहे हैं क्यों हम देखते हैं हमने नहीं किया प्रारंभ में हम d को परिभाषित कर सकते हैं लेकिन हम देखेंगे कि d की आवश्यकता नहीं है 3 बिट सही पता लगे हैं क्यों हम देखते हैं क्योंकि हम इनपुट का प्रयोग सीधे आउटपुट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं तो स्टेट a 0 आता है यह स्टेट a प्रारंभिक स्टेट पर रहेगा तो 0 आउटपुट 0 है 1 आता है यह b पर जाता है आउटपुट 0 है ठीक क्योंकि 1 1 0 की आवश्यकता है तभी आउटपुट 1 होगा स्टेट b 0 आता है यह प्रारंभिक स्टेट पर वापस आ जाता है उसी के समान जो हमने पहले किया था आउटपुट 0 है स्टेट b जो कि 1 बिट सही डिकोड हुई है 1 आता है तो 2 बिट सही डिकोड हो जाती है यह c पर जाएगा और उस समय पर आउटपुट 0 है क्या यह स्पष्ट है अब c स्टेट पर यह 0 या 1 प्राप्त कर सकता है और हम जानते हैं मीली मॉडल में वर्तमान स्टेट मान यदि आपको याद हो मॉडल और इनपुट और यह कांबिनटोरियल लॉजिक है एक साथ आप आउटपुट उत्पन्न कर सकते हैं ठीक तो c और इनपुट 0 आ गया है आपको अगले स्टेट पर जाने की जरूरत नहीं है तुरंत इस पर आधारित कि यह c पर है और इनपुट 0 है c का मतलब 1 1 दो बिट सही डिटेक्ट हुए हैं और अगली बिट भी सही क्रम में है आप समान क्लॉक चक्र में ही आउटपुट उत्पन्न कर सकते हैं और 1 1 0 फिर आप प्रारंभिक स्टेट a पर वापस जा सकते हैं क्या यह स्पष्ट है

इसलिए यदि यह हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो हमने देखा है कि मूर मॉडल इनपुट आंतरिक स्टेट को प्रभावित करता है और आउटपुट को सीधे नहीं आउटपुट सीधे आंतरिक स्टेट से उत्पन्न होता है ठीक है और यह क्लॉक के साथ तुल्यकालिक है मीली मॉडल इनपुट दोनों आंतरिक स्टेट और आउटपुट को सीधे प्रभावित करता है आउटपुट बदलता है जब भी इनपुट में बदलाव होता है जो कि क्लॉक के साथ तुल्यकालिक होना आवश्यक नहीं है यदि कुछ क्षणिक यहां होते हैं यह सीधे आउटपुट पर जाते हैं ठीक है और सामान्यतः हमने देखा है कि ज्यादा स्टेट्स की आवश्यकता होती है मीली में 3 स्टेट की आवश्यकता थी और मूर में दी हुई समस्या के लिए यह चार थी मीली मॉडल ज्यादा जल्दी प्रतिक्रिया देता है मूर मॉडल की तुलना में 1 क्लॉक चक्र आगे हमने देखा था मूर मॉडल इस अर्थ में ज्यादा सुरक्षित है कि इनपुट सीधे आउटपुट पर नहीं जाता है तो क्षणिक गड़बड़ी पास नहीं होगी इसलिए जब क्लॉक ट्रिगर आती है जिसके द्वारा इनपुट पर्याप्त रूप से स्थिर हो जाता है उस समय केवल आउटपुट उपलब्ध होगा ठीक है और हमने देखा है कि उचित रूपांतरण नियम लागू करके मीली मशीन को मूर मशीन में रूपांतरित किया जा सकता है और इसका विपरीत भी संभव है ठीक है धन्यवाद